अब ये कार्य कब पूरे होंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सभी कार्य किए जा चुके हैं मैंने इन सभी कार्यों को लॉन्च किया है मान लीजिए मैं एक बार सभी काम खत्म होने के बाद कुछ करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि हम यह कहें कि आप प्रिंटकरें आप जानते हैं मैंने कितने मेट्रिसेस इन्वर्स किए या कुछ और या शायद उन एलिमेंट्स का योग जो जोड़े गए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कार्य पूरे हो गए हैं सही है अतः कार्य अवरोध पर पूरा होता है तो यह कुछ ऐसा है जो मैंने अभी इस स्लाइड पर जोड़ा है ठीक है तो मान लें कि यह नहीं है यह 'nowait' अभी नहीं है ठीक है उस स्थिति में क्या होता है इस बिंदु पर निहित बाधा होती है जबफॉर 'for' समाप्त होता है ठीक फॉर लूप का अपना हिस्सा पूरा करने के बाद ही सभी थ्रेड्स इस बिंदु से आगे बढ़ते हैं तो यह एक निहित बाधा है जो ओपनएमपी की हैजब भी आप उस बिंदु पर एक बाधा का सामना करते हैं यदि कोई कार्य है जो उन सभी को बनाया गया है तो आपको बाधा को पार करने से पहले पूरा करना होगा छात्र क्या यह केवल ब्रेस है या अगर मैं कोई ब्रेस डालूं तो यह एक बाधा बन जाएगा नहीं नहीं नहीं यहां ब्रेसिज़ के साथ कुछ नहीं करना है हमने पहले 'hash pragma omp single' को देखा हैसही है यहां तक कि इसमें निहित बाधा भी है बहुत सारे ओपनएमपी कंस्ट्रक्ट में अंत में एक अंतर्निहित बाधा होती है 'मास्टर में नहीं होती है 'hash pragma omp master' अंत में निहित बाधा नहीं रखता है लेकिन single' के लिए इन सभी में एक अंतर्निहित अवरोध है बहुत से कंस्ट्रक्ट के अंत में एक अंतर्निहित अवरोध है कार्य मे स्पष्ट रूप से नहीं होता है तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पर 'नोवेट' 'nowait' डालूं अगर मैं कहता हूं कि 'hash pragma omp for nowait'और मैं उसी कोड को निष्पादित करता हूं तो यहाँ सम छपा था ठीक है यह सही निकल रहा था क्योंकि यहाँ पर एक अंतर्निहित बाधा थी और सभी कार्य पूरा हो रहे थेलेकिन इस मामले में अब मैंने 'nowait' जोड़ दिया है तो क्या होने जा रहा है वास्तविक रन पर यही हुआ है मैंने योग को 400 के बराबर पाया कुछ थ्रेड्स अभी भी अपने कार्यों को निष्पादित कर रहे थे ठीक थ्रेड्स में से एक ने यहां पहुंचकर कोड के इस टुकड़े को निष्पादित किया इसलिए एक बात जो मैं कर सकता हूं वह यह है कि मैं यहां स्पष्ट रूप से 'hash pragma omp barrier' कह सकता हूं इसलिए भले ही मेरे पास नोवेट है और मैंने यहां एक स्पष्ट बाधा डाली है उस स्थिति में क्या होने जा रहा है फिर से सभी कार्यों को बाधा पर पूरा करना होगा इसलिए मुझे फिर से सही परिणाम मिलेगा इसलिए महत्वपूर्ण उपाय यह है कि कार्य बाधा पर पूरा हो यहां एक अधिक सम्मिलित कोड है जो वास्तव में आपको दिखाता है कि समानांतर क्षेत्र शुरू होने के बाद घोषित किए गए निजी चर के साथ क्या होता है ठीक है तो हम इस चर tsum को देखने जा रहे हैं ठीक है यह समानांतर क्षेत्र के शुरू होने के बाद घोषित किया जाता है और मैं यहां क्या करता हूं मैं थ्रेड आईडीthread id प्रिंट करता हूं मैं tsum का पता प्रिंट करता हूं मैं एक मेमोरी लोकेशन प्रिंट कर रहा हूं जो tsum की ओर इशारा करता है यही वह काम कर रहा है ampersand tsum ठीक है फिर मेरे पास 'hash pragma omp for के लिए है और फिर 'hash pragma omp for के अंदर मैं फिर से tsum का पता प्रिंट करता हूं इसलिए मैं यहां यह संकेत करता हूं कि मैं इस योग को इस शुरुआत से आज तक सौंप रहा हूं और मैं फिर से tsum का पता छाप रहा हूं और अंत में कार्य के अंदर मैं फिर से एक ही चीज़ प्रिंट करता हूं tsum का पता आप कैसे अंतर करते हैं कि क्या है इसलिए यहां मैं सिर्फ 'tid percent d' प्रिंट कर रहा हूं यहां मैं डेलीगेटिंग सम'Delegating Sum' प्रिंट कर रहा हूं और यहां मैं टास्क सम 'Task Sum' प्रिंट कर रहा हूं ठीक है इसलिए बस उन संकेतकों को देखो इसलिए जब मैं इस कोड को चलाता हूं मैं क्या देख रहा हूँ इस विशेष मामले में केवल 2 थ्रेड्स हैं मैंने इसे 2 थ्रेड्स के साथ चलाया तो शुरू में ये इन स्मृति स्थानों के पते हैं जाहिर है उन दोनों के पास tsum की अपनी प्रति थी इसलिए उनके अलग अलग पते थे अब जब मैं डेलीगेटिंग कर रहा था ताकि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यह थ्रेड आईडी 1 द्वारा प्रत्यायोजित किया जा रहा था तो जाहिर है यह पता इस पते के समान है और इन दोनों को थ्रेड आईडी 0 द्वारा दर्शाया जा रहा था इसलिए ये इस पते के समान थे जाहिर है एक ही थ्रेड एक ही चर एक्सेस कर रहा है लेकिन टास्क के अंदर क्या हुआ यह पूरी तरह से नया पता है खैर इस विशेष मामले में ऐसा हुआ कि तीनों समाप्त हो गए थ्रेड आईडी 0 सही द्वारा निष्पादित किया जा रहा है सही लेकिन अगर मेरे पास थ्रेड आईडी 1 होता तो कुछ और होता मुझे एक और पता दिखाई देता ठीक है इसलिए मुझे कार्य के अंदर एक और पता दिखाई देता है जो इन पतों से अलग है कभी कभी मैं जो करना चाहता हूं मैं डेलीगेटर के चर को एक्सेस करना चाहता हूं सही इस कार्य को इन्वोक करने वाला थ्रेड मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं यह कैसे कर सकता हूं अतः आपको बस इतना करना है आप कहते हैं कि 'hash pragma omp task shared tsum' ओपनएमपी जो बताता है कि आप चाहते हैं कि जब भी tsum इस कोड के अंदर कार्य के अंदर पहुँचा जाए तो यह वास्तव में उस थ्रेड के लिए tsum को संदर्भित करता है जो इस कार्य को लागू कर रहा था थ्रेड एक नई प्रति नहीं बनाएगा यह डेलीगेटर के उस स्थान पर एक प्वाइंटर रखेगा तो यह इस का रन है तो अब आप क्या देखते हैं थ्रेड आईडी में यह पता होता है थ्रेड आईडी 1 थ्रेड आईडी 0 में यह पता होता है और यह डेलीगेटिंग करते हुए कि आप एक ही पते को देखते हैं और जब थ्रेड निष्पादित होता है तो आप भी उसी पते को देखते हैं तो थ्रेड आईडी 0 वह है जो यहाँ पर निष्पादित शून्य शून्य से काम को सौंप रहा था और आप देखते हैं कि यह प्वाइंटर् इस प्वाइंटर् के समान है इसी तरह थ्रेड आईडी 0 एक डेलीगेट सम थी जो एक थी और आप एक ही सम के लिए यहाँ एक ही पॉइंटर देखते हैं और योग दो थ्रेड आईडी 1 द्वारा प्रत्यायोजित किया गया था तो tsum का पता यह था लेकिन इसे थ्रेड आईडी 0 पर निष्पादित किया गया था लेकिन tsum का पता डेलीगेटर का है आप इसके बारे में सोचें कि आप 'hash pragma omp parallel' में क्या करते हैं 'या अन्य स्थानों पर सही है साझा किए गए का क्या अर्थ है साझा का मतलब है कि जब भी मैं इस क्षेत्र में इस चर का उपयोग करता हूं तो मैं चाहता हूं कि यह उसी चर को संदर्भित करे जो इस क्षेत्र के शुरू होने से ठीक पहले है तो यह वही है जो यह कह रहा है डेलीगेट वह है जो इस कार्य को बना रहा था इसलिए यह सब कहा जा रहा है कि कार्य के अंदर यह चर उसी स्थान को संदर्भित करने वाला है जो यह चर इस कार्य को शुरू करने से ठीक पहले संदर्भित कर रहा था छात्र क्या यह अब नोवेट स्थिति में वापस जा सकता है छात्र यदि बाधा नहीं होती तो सभी थ्रेड्स कुछ सम मुद्रित करते सही इसलिए मैंने आपको केवल एक आउटपुट दिखाया है सभी थ्रेड्स सम को प्रिंट करेंगे उनमें से कुछ इसे सही ढंग से मुद्रित कर सकते हैं थ्रेड्स में से एक निश्चित रूप से इसे सही ढंग से प्रिंट करेगा जो अंतिम कार्य को निष्पादित करता है सही लेकिन मैं यह दिखाना चाहता था कि आप गलत परिणाम सही प्राप्त कर सकते हैं कुछ मामलों में एक थ्रेड् आपको गलत परिणाम दे सकता है यहाँ पर यह सम सही है यह वास्तव में 'omp parallel' के बाहर परिभाषित है इसलिए यह वास्तव में साझा किया गया है फिर से यह इन मान को छाप रहा है मैं देखता हूं कि वे सभी चाहे मैं इसे समानांतर क्षेत्र से या फॉर'for' के अंदर या 'कार्य' के अंदर एक्सेस कर रहा हूं वे सभी वास्तव में एक ही स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं इसे साझा माना जाता है इसलिए सभी पते समान हैं और यह केवल यह प्रदर्शित कर रहा है कि आप जानते हैं आप 'single' का उपयोग करके सिंगल थ्रेड से कार्य बना सकते हैं ठीक है हमने पहले ही एक लिंक्डलिस्ट के संदर्भ में इस बारे में बात की थी